"इंजीनियर्स और अन्य गैर जीवविज्ञानियों के लिए जीव विज्ञान इस कोर्स में आपका स्वागत है यह किसी के लिए है जिनकी जीव विज्ञान में रुचि है इस प्रथम व्याख्यान में हम पहले इस पाठ्यक्रम के कुछ प्रारंभिक पहलुओं से गुजरेंगे I पाठ्यक्रम का संचालन मेरे जी के सूर्याकुमार द्वारा और मेरे सहयोगी डॉ मधुलिका दीक्षित द्वारा किया जाएगा मैं एक जैविक इंजीनियर हूँ मधुलिका दीक्षित एक जीवविज्ञानी हैं इसलिए इस संयोजन से गैर जीवविज्ञानी इंजीनियरों और अन्य गैर जीवविज्ञानी के लिए जीव विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ को सामने लाने की उम्मीद है स्टेफी जोस और अभिराम चरण तेज द्वारा आपकी मदद की जाएगी वे आपके साथ बातचीत करेंगे यह चार सप्ताह का कोर्स या दस घंटे का कोर्स है दूसरे शब्दों में हमारे द्वारा व्याख्यान मधुलिका और मैं लगभग दस घंटे लंबा होगा और वे बहुत कम अवधि के होंगे दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्याख्यान पंद्रह मिनट से लेकर लगभग चालीस मिनट के होंगे और एक साथ सभी व्याख्यान कुल दस घंटे होंगे और यह आपको दिया जाएगा चार सप्ताह में चार किश्तों में ताकि प्रत्येक सप्ताह में दो से तीन घंटे का व्याख्यान आए और हम इसे ऐसे काम करेंगे कि आपके लिए इसे आत्मसात करना आसान हो यह आत्मसात करना आपके लिए दिलचस्प होगा यह मूल्यांकन के लिए है मूल्यांकन की तुलना में अधिगम बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा हम मानते हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं कि मूल्यांकन हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है मूल्यांकन दो गुना होंगे पहला एक असाइनमेंट के माध्यम से है हर हफ्ते एक असाइनमेंट होगा आम तौर पर दस सवाल होंगे और उनमें से सभी या उनमें से अधिकांश बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे एक साथ सभी चार असाइनमेंट पच्चीस प्रतिशत अंक के होंगे ओर पच्चीस प्रतिशत वेटेज होगा अंतिम अंकों की ओर पाठ्यक्रम के अंत में विभिन्न स्थानों पर एक प्रोक्टेड परीक्षा होगी यह कंप्यूटर पर होगा फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे और यह परीक्षा दिए गए असाइनमेंट की तर्ज पर होगी और यह परीक्षा से अंतिम अंकों की ओर पचहत्तर प्रतिशत वजन ले जाएगा और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं परीक्षा देने का विकल्प चुनने वाले लोग उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त करें मुझे लगता है कि विवरण NPTEL वेबसाइट में दिए गए हैं वे समय समय पर बदलते रहते हैं मुझे लगता है कि यह आम तौर पर एक निश्चित प्रतिशत के बारे में है आप भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त करें और फिर आपको तीन अन्य प्रमाण पत्र मिलते हैं प्रदर्शन के आधार पर मुझे लगता है कि फाइनल में गोल्ड स्टार वगैरह के साथ कुछ करना है विवरण दिख सकते हो एनपीटीईएल की वेबसाइट पर इन प्रश्नों को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि वे सभी हैं स्पेक्ट्रम के पार होंगे आमतौर पर हम लक्ष्य रखते हैं कि लगभग तीस प्रतिशत प्रश्न सभी लोग जो पाठ्यक्रम ले रहे हैं उनके लिए उत्तरदायी हैं पाठ्यक्रम के सभी प्रतिभागी तीस प्रतिशत प्रश्न उत्तर दे पाएंगे सगाई कौशल और रुचि के स्तर के आधार पर तीस से अस्सी जवाब देने में सक्षम होगा और अंतिम बीस प्रतिशत प्राप्त करने के लिए किसी को वास्तव में अच्छा होना चाहिए वह है जिस तरह से हम आम तौर पर हमारे असाइनमेंट और साथ ही परीक्षाओं को डिजाइन करते हैं व्याख्यान के दौरान बहुत सारी अतिरिक्त सामग्री के रूप में इंगित किया जाए सामग्री आपको साइट पर उपलब्ध होगा यह वास्तव में अच्छा होगा यदि आप बेहतर समझ और सामग्री की सराहना के लिए सामग्री का उपयोग करें उनमें से कुछ सामग्री सिर्फ अतिरिक्त सामग्री होगी जिनमें से हम वास्तव में महसूस करते हैं इसका मतलब है कि मैं वास्तव में महसूस करता हु कि आपको उन वीडियो और उन आंकड़ों को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उन रीडिंग असाइनमेंट को पढ़ना चाहिए पाठ्यक्रम की अच्छी सराहना के लिए इसलिए मैं कहूंगा कुछ हद तक अनिवार्य है हम आपको उससे सवाल भी पूछ सकते हैंजबकि अन्य जो हैं स्पष्ट रूप से अतिरिक्त सामग्री के रूप में बताया गया है यह आप पर निर्भर है आप जा सकते हैं और बेहतर समझ के लिए उन्हें पढ़ सकते हैं यह इस पाठ्यक्रम के लिए उपयोग की जाने वाली संदर्भ पुस्तकों में से एक का कवर है यह जीवविज्ञान है कैम्पबेल और रीस द्वारा यह सातवां संस्करण है यह अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है देश विशिष्ट संस्करण भिन्न दिख सकते हैं यह सातवां संस्करण है जो थोड़ी देर के लिए आया था पहले अब हम दसवें संस्करण में हैं हालाँकि मैं सातवें आठवें और दसवें संस्करण की विषय - सूची पढ़ना चूका हूँ मतभेद हैं लेकिन वे अंतर मायने नहीं रखेंगे जीव विज्ञान के प्रारंभिक प्रदर्शन के लिए इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है यह एक और मोटी किताब है और किसी भी जीव विज्ञान की किताब अभी उपलब्ध जानकारी के वहजह से काफी मोटी किताब हैं हम इसके सभी भागों को नहीं देखेंगेहम देख रहे होंगे इस पुस्तक में कुछ अध्याय और कुछ अध्यायों के कुछ खंड अगर किसी की दिलचस्पी है तो हम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस विशेष पुस्तक में हम क्या अध्याय बनाने जा रहे हैं य़े हैं संदर्भ पुस्तकें इसलिए हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे जिस तरह से उन्होंने विषय को संबोधित किया है और इत्यादि हम उनसे जानकारी लेंगे एक अन्य पुस्तक जो इस पाठ्यक्रम के लिए संदर्भ पुस्तक के रूप में भी सुझाई गई है वह है "सेल और आणविक जीवविज्ञान जेराल्ड कार्प द्वारा यह भी एक अच्छी किताब हैइसका एक उपशीर्षक है अवधारणाओं और प्रयोग यह एक अच्छी किताब भी है यदि आप इन पुस्तकों पर अपना हाथ रखते हैं तो यदि आप इन्हें पढ़ते हैं तो यह अच्छा हो सकता है अब हम जीवविज्ञान को देखना शुरू करते हैं ठीक है जब आप जीवविज्ञान के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है मुझे छात्रों के एक निश्चित समरूप सेट से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है मुझे पता है कि क्या आता है मन में मैं उनसे कहूंगा थोड़ी देर में आपको बता दूंगा आपके दिमाग में क्या आता है आपकी पृष्ठभूमि के आधार पर मुझे लगता है कि आश्चर्य का एक निश्चित पहलू है जो आपके पास आता है जब आप जीव विज्ञान के बारे में सोचते हैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं हमें समझ में नहीं आती जब हम जीव विज्ञान को करीब देखते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं जीव विज्ञान से सीखने के लिए बहुत कुछ है और यह सभी पहलु वास्तव में अद्भुत हैं उसी समय अगर तुम मेरे छात्र से पूछते हो जो आम तौर पर इंजीनियर होते हैं जीव विज्ञान से डरते है ज्यादातर इस कारण से कि वे स्कूल में जीव विज्ञान से किस तरह उजागर थे और कुछ नहीं इसलिए हमारे पास एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम है यहां सभी इंजीनियरों के लिए आमतौर पर उनके तीसरे सेमेस्टर में अब मुझे लगता है कि यह थोड़ा बाद के सेमेस्टर में है जहाँ हम उन पर काम करते है पूछते है जिससे से उनके जीव विज्ञान से भय पर काबू पाने आसनी मैं आपको इसका कारण बताऊंगा सबसे अधिक संभावना है इस सदी में इंजीनियर उस क्षेत्र के संदर्भ में जीव विज्ञान के कुछ पहलू के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं जो वे योगदान दे रहे हैं और उस क्षेत्र से डरने का कोई मतलब नहीं है और यह डरने की कोई बात नहीं है यह एक और पहलू है जो दिमाग में आ सकता है इस मामले में बहुत वादा है जीव विज्ञान से बहुत उम्मीद है विशेष रूप से इस में सदी तो हमें जीव विज्ञान को जानने की आवश्यकता क्यों है सबसे पहले चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए जिसका मानव जाति सामना करते हैं आप जानते हैं ऐतिहासिक रूप से शायद एक सदी पहले हवाई जहाज संभव हो गए कम से कम इतिहास के अनुसार जो हम जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज एक पक्षी उड़ान से प्रेरित थे मनुष्य ने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा वह इस तरह उड़ना चाहता था और इसलिए हवाई जहाज का उपयोग कर उस तरह से उड़ान भरना संभव बनाया यह एक आसान काम नहीं था लेकिन अंततः मानव जाति वहाँ पहुंच गई और आजकल यह यात्रा का एक बहुत ही मानक रूप है जिसे हम मान कर चलते है स्थिरता यह आजकल एक बहुत बड़ा पहलू है और हम जो भी करते हैं हम एक स्थायी फैशन में करना पसंद करते हैं ताकि हम अपने ग्रह को खराब न करें और अगली पीढ़ियों के लिए इसे छोड़ दें सबसे अच्छी अवस्था में जो हम कर सकते हैं जिसे हम सामान्य रूप से पहचानने में विफल होते हैं वह यह है कि जीव विज्ञान स्थायी तरीके पहले ही ढूंढ चूका है यह पृथ्वी संभवतः 45 अरब वर्ष पुरानी है साठ के दशक में प्राइमेट्स का विकास हुआ पांच मिलियन साल पहले मानव जाति मनुष्य लगभग पचास मिलियन साल पहले विकसित हुए लगभग कुछ मिलियन साल पहले और जबकि पृथ्वी ही अरबों वर्षों से रही है इसलिएलगभग 45 बिलियन वर्ष और हो सकता है जीवन विकसित हुआ कुछ अरब वर्ष पहले और समय के साथ जीवविज्ञान ने एक स्थायी फैशन में चीजों को करने के तरीके ढूंढे हैं जीवन रूप विकसित हुए है अपने परिवेश के साथ सह अस्तित्व में है कम से कम लाखों वर्षों तक या यहां तक कि अरबों वर्षों तक तो यह सब है सब कुछ है हमें बस इसे देखना है और जीव विज्ञान से सीखना और अपनाना है उन प्रथाओं को एक स्थायी जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम होने के लिए और आजकल स्थिरता एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने इसलिए यदि आपको समाधान की आवश्यकता है तो बस यह देखें कि जीव विज्ञान कैसे करता है और यह वहां है और हमें शायद उनमें से कुछ को अनुकूलित करने की आवश्यकता है मैं चाहूंगा कि आप इन वीडियो को देखें उनमें तीन हैं मुझे सूची करने दें और फिर उनके बारे में बात करने दें मिमिक्री के माध्यम से डिजाइन यह है एक फाइल होगी जो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में पाठ्यक्रम सामग्री के साथ उपलब्ध है यह उस फ़ाइल में एक क्लिक करने योग्य लिंक होगा यह हर व्याख्यान के साथ उपलब्ध होगा आपको इन वीडियो या कागजात को देखने के लिए उचित रूप से जाने और क्लिक करने की आवश्यकता है उन्हें स्पष्ट कारणों के लिए यहां शामिल नहीं किया जा सकता है लेकिन वे वीडियो बहुत अच्छे हैं पहले वीडियो नकल के माध्यम से डिजाइन है यह उन चीजों के डिजाइन के बारे में बात करता है जो हम उपयोग करते हैं जीवविज्ञान का उपयोग करने वाले सिद्धांतों का उपयोग करना ठीक है इसलिए जैव नकल में हम जैविक के पहलुओं की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक छोटा सा वीडियो है लगभग तीन से चार मिनट लंबा हो सकता है फिर बायो मिमिक्री की एक स्थायी कोण सेजेनी बेनियस जो जैव नकल के पहलुओं में एक ज्ञात व्यक्ति हैं ये है फिर से एक छोटा वीडियो लगभग तीन मिनट तक लंबा हो सकता है अंतिम एक जैव नकल है थोड़ा पुराना लेकिन बहुत प्रासंगिक है ठीक है इस में जेने बेनियस ने विभिन्न उदाहरणों के बारे में बात की हैं आप जानते हैं व्हेल वह इस बारे में बात करती है एक व्हेल में ऐसी सतह होती है जो बैक्टीरिया को चिपकने नहीं देती और उन पर बढ़ने की अनुमति नहीं देती है ठीक है और उसके बारे में सोचो अगर हमारे पास कुछ ऐसी सतह है कोई कोटिंग नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है यह सिर्फ सतह की प्रकृति है जो बैक्टीरिया को बढ़ने की अनुमति नहीं देता बैक्टीरिया बहुत बुरी चीजों का कारण बनता है पता है संक्रमण तो इसके बारे में सोचो अगर हम अपने अस्पतालों में सूक्ष्म स्तर पर समान सतह पा सकते हैं तो संक्रमण की समस्या दूर हो जाएगी सही तो निहितार्थ बड़े हैं बीटल हैं जो हवा में नमी का उपयोग करते हैं अपने पानी की आवश्यकताएं के लिए उनके शरीर की संरचना या उनका कंकाल के एक हिस्से की संरचना को ऐसे बनाया गया है कि हवा से नमी पर कब्जा कर सके यह बहुत शुष्क स्थानों में रहता है और पानी जो सीधे एकत्र किया जाता है वह मुंह में चला जाता है और कुछ समान संरचनाओं का उपयोग किया जा सकता है हमारे आसपास की नम हवा से पानी पर कब्जा किया जा सकता है विशेष रूप से चेन्नई में यह बहुत नम हवा है अगर ऐसा किया जा सकता है तो शायद पानी की कमी को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते है और ऐसा है कि कंपनियां पहले से ही ऐसा कर रही हैं हमारे पास नहीं हो सकता है हम ज़ायदा परिचित नहीं हो सकते हैं इसके साथ है लेकिन मुझे पता है कि मेरे एक छात्र के पिता की एक कंपनी है जो वास्तव में ऐसा करती है तो विभिन्न तरीके हैं मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा है ना यह प्रकाश को पकड़ने के लिए रासायनिक आधारित सौर कोशिकाओं का उपयोग करता है दूसरे शब्दों में प्रकाश उस पर गिर जाता है और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाते हैं और यही से आपको बिजली मिलती है प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल कुशल फैशन में यही चीज़ करता है है ना तो क्या हम जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में किया जाता है इससे प्रेरणा पा सकते हैं और इसका अनुवाद अधिक कुशल सौर कोशिकाओं में किया जा सकता है यह कुछ ऐसा है जिस पर अभी काम किया जा रहा है सफलता के कुछ स्तर एक लंबा रास्ता है इससे पहले कि यह पूरी तरह से व्यवहार्य हो जाए तो विभिन्न विभिन्न चीजें हैं जो आप कर सकते हैं विभिन्न विभिन्न विचार विभिन्न विभिन्न तरीके उन चीजों को करना जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं और इसे अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकते हैं तो ये तीनों वीडियो और जैव नकल आपको उस पर अधिक जानकारी देने में सक्षम होगी जीव विज्ञान का अध्ययन करने का दूसरा कारण यह है कि जीव विज्ञान हम हैं हम सभी जैविक जीव हैं क्या हमारा कल्याण शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बेहतर हो सकता है निश्चित रूप से आप जानते हैं हम सबको अच्छा महसूस करना पसंद है अच्छा बीमारियों के बिना मानसिक रूप से सतर्क होना मानसिक रूप से शांति महसूस करना क्या ऐसा किया जा सकता है जीव विज्ञान की बेहतर समझ के माध्यम से सेल उसकी प्रक्रिया सिस्टम पूरे रूप से हां निश्चित रूप से यहां तक कि साधारण चीजें जैसे कि मोटापा ठीक से समझ में नहीं पाए है तुम जानते हो क्यों लोग मोटे हो जाते हैं यह यहाँ एक साधारण कैलोरी की गिनती स्थिति नहीं है और इसलिए क्या हम और बेहतर तरीके से समझ सकते है ताकि लोग उपयुक्तता से उचित वजन प्राप्त कर सके दर्द के बिना जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है कुछ वीडियो हैं जो मैं चाहता हूँ की आप देखे और मैं कहता हूं कि ये आवश्यक वीडियो हैं जैसे कि पहले तीन थे पहल वाला है 2011 टेड टॉक शीला निरबर्ग द्वारा प्रोफेसर शीला निरेनबर्ग यह है कृत्रिम रेटिना पर ठीक है यह लिंक है जो अन्य क्लिक करने योग्य पीडीएफ पर उपलब्ध होगा जो तुम्हारे पास होगा जब आप इन वीडियो को देखे तो मैं चाहूंगा कि आपका क्षेत्र कैसा आपके क्षेत्र के पहलुओं का उपयोग बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया जा रहा है विशाल चुनौतियों यहां दी जा रही विशाल चुनौतियों पर काबू पाने के लिए यह कृत्रिम रेटिना जो एक साधन के बारे में बात करता है जिसके माध्यम से क्षतिग्रस्त रेटिना वाले लोग देख सकते हैं देख सकेंगे इसमें पहले से ही सफलता का एक अच्छा स्तर है यह 2016 है थोड़ा पुराना 2011 इसलिए बहुत विकास हुआ है उसके बाद लेकिन मूल विचार सब एक ही है मूल अवधारणाएं समान हैं यदि आप एक इंजीनियर हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी पहलू क्या क्या यह कंप्यूटर विज्ञान हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सामग्री इंजीनियरिंग जो इस चुनौती को बनाने या संबोधित करने में जाता है जिससे इस चुनौती का समाधान संभव है आप उस पर गौर कर सकते हैं यह लगभग दस मिनट लंबा है और अगला वीडियो जो मैं सुझाऊंगा वह है मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफ़ेस लिंक यह है यह क्वाड्रिप्लेगिक्स के फिर चलने की संभावना के बारे में बात करता है बस मस्तिष्क का उपयोग करके बस मस्तिष्क में विद्युत संकेतों का उपयोग करके वे होंगे फिर से चलने में सक्षम बहुत विकास हुआ है एक जाना माना नाम था या एक प्रचार पहलू था जो हाल ही में विश्व कप का एक हिस्सा था जहां एक द्विघात को ऐसे कुछ सिद्धांतों का उपयोग करके फुटबॉल को किक मारना था तो आप यह देखना चाहते हैं और जब आप इसे देख रहे हों तो सोचें कि आपके कौन कौन से क्षेत्रों समस्याएं को हल करने के लिए यहां क्या उपयोग किया जा रहे है और यह इन के कारण है ये संभव बनाने के लिए विशेष रूप से आपके जैसे लोगों द्वारा जो कई अलग अलग क्षेत्रों में होगा जो जीव विज्ञान से सीधे संबंधित नहीं हो सकते हैं जैसा कि आप देखते हैं उन लोगों को इसमें योगदान देना उन लोगों को इसमें दिलचस्पी लेना इस पूरे पाठ्यक्रम का उद्देश्य है या इस पूरे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में से एक तीसरा कारण जो हम कह सकते है हम जीव विज्ञान को जानना चाहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वहां है और इसे समझने के आवश्यकता है इसे ही विद्वतापूर्ण दृष्टि कहा जाता है ठीक है कई यो को यह दृश्य किसी तरह समझ में नहीं आता है यह ठीक है लेकिन अगर आप इस तरह से उन्मुख होते हैं तो आप पहले से ही इसके लिए महसूस करेंगे आप अभी भी इसे स्वीकारते नहीं हैं लेकिन आप निश्चित रूप से इसके लिए महसूस करेंगे और अनुभव के साथ आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही मान्य और बहुत ही उच्च स्तर का दृश्य है ठीक है क्योंकि दशकों या शायद सदियों से भी इसका महत्व है वह इसलिए कि आप जानते हैं हम किसी ऐसी चीज की सराहना करते हैं जिसमें तत्काल व्यावहारिक अनुप्रयोग है और ऐसा नजारा एक तत्काल व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं हो सकता है आप कभी नहीं जानते हैं कभी कभी कुछ ऐसा बहुत ही विद्वान लगता है आप जानते हैं आप इसे समझना चाहते हैं आप इसे सिर्फ इसलिए सीखना चाहते हैं यह एक वर्ष के भीतर एक आवेदन हो सकता है जैसा कि अतीत में हुआ है और कुछ इस तरह आप जानते हैं हम मेंडेलियन आनुवंशिकी को देख रहे होंगे इस तरह का उदाहरण बहुत मानक या क्लासिक नहीं है लेकिन मेंडेलियन आनुवंशिकी कुछ ऐसा है जिसे हम बाद में देखेंगे यह ग्रेगर मेंडल द्वारा विकसित किया गया था सिर्फ इसलिए कि यह वहां था वह एक साधु था वह चाहता था पौधों का अध्ययन करें और पौधों का अध्ययन करके वह विरासत का सार लेकर आए कैसे इंसान को अपने माता पिता अक्सर उनके दादा दादी से चीजें विरासत में मिलती हैं और इसी तरह के सिद्धांतों और जो अब बहुत बड़ा हो गया है एक सदी बाद हो सकता है बहुत बाद में एक सदी से बहुत अधिक यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या एक निश्चित बच्चे में बीमारी होगी और इसी तरह एक क्लासिक उदाहरण बिजली है जब बिजली मिली तो लोगों ने कहा कि यह सब ठीक है लेकिन क्या यह वास्तव में होने जा रहा है उपयोगी और सब सब लोग जो कह सकते थे कि बिजली से जुड़े थे हो सकता है अब नहीं बहुत बाद में हो सकता है और हम सभी जानते हैं कि आजकल बिजली क्या है हम सोच भी नहीं सकते जीवन बिजली के समर्थन के बिना इसलिए कई महत्वपूर्ण योगदान किए जाने की उम्मीद है जीव विज्ञान में खुद को समझने के लिए और खुद के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए हमारी भावी पीढ़ियों के रूप में और वे योगदान दिए जा रहे हैं जैसे हम इस सदी में बोलते हैं जीव विज्ञान या जीव विज्ञान की सदी अब मुझे इस परिचय में थोड़ा और गहराई में उतरने दो मैं आमतौर पर हमारे छात्रों हमारे इंजीनियरिंग छात्रों से यह सवाल पूछता हूं आप में से कितने हैं बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान किया यह पहला प्रश्न है जो मैंने छात्रों से पूछा है जब भी मैंने संभाला है मेरे सहयोगियों के साथ यह पाठ्यक्रम और आम तौर पर लगभग पाँच प्रतिशत या पाँच प्रतिशत से कम होगा अपने बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान किया है यहां तक कि हमारे अपने विभाग में भी प्रौद्योगिकी के बारे में दस प्रतिशत ने अपने बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान किया होगा नब्बे प्रतिशत ने नहीं और के मामले में सभी विभागों को एक साथ रखा गया सभी इंजीनियरिंग विभागों ने एक साथ रखा हो सकता है कि निन्यानबे निन्यानबे से निन्यानबे प्रतिशत अपने में जीव विज्ञान न किए हों बारहवीं कक्षा मैं आमतौर पर हमारे छात्रों हमारे इंजीनियरिंग छात्रों से यह सवाल पूछता हूं आप में से कितने हैं बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान किया यह पहला प्रश्न है जो मैंने छात्रों से पूछा है जब भी मैंने यह पाठ्यक्रम संभाला है मेरे सहयोगियों के साथ और आम तौर पर लगभग पाँच प्रतिशत या पाँच प्रतिशत से कम होगा अपने बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान किया है यहां तक कि हमारे अपने विभाग प्रौद्योगिकी में भी दस प्रतिशत ने अपने बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान किया होगा नब्बे प्रतिशत ने नहीं और सभी विभागों को एक साथ रखा गया सभी इंजीनियरिंग विभागों को एक साथ रखा गया लगभग अड़सठ निन्यानवे से अड़सठ प्रतिशत हो सकता है कि उनके बारहवीं कक्षा में जीव विज्ञान नहीं हुआ होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उन पर परीक्षण किया जाता है गणित भौतिकी रसायन विज्ञान और शायद हाँ ये मुख्य चीजें हैं जो परीक्षण की जाती हैं और इसलिए उन्हें जीव विज्ञान की आवश्यकता नहीं है सिर्फ इतना ही नहीं ऐसे अन्य सामाजिक पहलू भी हैं जो कुछ क्षेत्रों में सीधे जैकेट वाले छात्र जो वास्तव में समग्र रूप से वांछनीय नहीं हो सकते हैं देश का विकास और जब ऐसे छात्रों को संबोधित किया जाता है तो आमतौर पर इसमें वरीयता होती है कुछ विषयों के लिए उन्हें जो निश्चित रूप से जीव विज्ञान नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए गणित भौतिकी रसायन विज्ञान और शायद हाँ ये मुख्य चीजें हैं उन पर परीक्षण किया जाता है और इसलिए उन्हें जीव विज्ञान की आवश्यकता नहीं है सिर्फ इतना ही नहीं ऐसे अन्य सामाजिक पहलू भी हैं जो कुछ क्षेत्रों में सीधे जैकेट वाले छात्र जो वास्तव में समग्र रूप से वांछनीय नहीं हो सकते हैं देश विकास में और जब ऐसे छात्रों को संबोधित किया जाता है तो आमतौर पर इसमें वरीयता होती है कुछ विषयों के लिए उन्हें जो निश्चित रूप से जीव विज्ञान नहीं है और उनमें से बहुत गणित बहुत पसंद करते हैं भले ही अपनी क्षमता के स्तर में कुछ भी हो वे सभी गणित को बहुत पसंद करते हैं और इसलिए मैंने उनसे यह सवाल पूछा आइए हम इस बारे में सोचें कि हमने गणित में अंकगणित कैसे सीखा यह वापस आ गया है हो सकता है कि आप के पहला मानक पहला ग्रेड दूसरा ग्रेड और इसी तरह संख्याओं का एक सेट है मान लीजिए कि 0 1 2 3 है और इसी तरह प्रारंभ में जब आप संख्या के बारे में सोचते हैं तो आप शून्य एक दो तीन से शुरू करते हैं वे कर सकते हैं कई अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं चलो कहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वह क्षेत्र मात्रा और इतने पर एक के पास जितना पैसा है उतने समय के लिए है बहुत सारी अलग अलग चीजें जो मानव के लिए प्रासंगिक हैं आप उन के एक सेट पर संचालन कर सकते हैं आप दो संख्याओं को एक साथ जोड़ सकते हैं आप एक संख्या को दूसरे से घटाएं आप दो संख्याओं को एक साथ गुणा कर सकते हैं आप एक को विभाजित कर सकते हैं दूसरे नंबर से एक निश्चित समय के बाद आप कुछ संख्याओं की साइन ले सकते हैं कुछ संख्याओं के कोसाइन और इसी तरह आगे आप उन पर परिचालन का एक सेट कर सकते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि वे अलग अलग तरीकों से संबंधित हैं आप उन्हें आरोही अवरोही क्रम में आदेश दे सकते हैं यदि आपके पास संख्याओं का एक समूह है तो बीच में कम से कम कई सामान्य हो सकते हैं उनके बीच और इसी तरह का एक सबसे बड़ा कारक हो सकता है और ये ऑपरेशन आप जानते हैं ये ऑपरेशन हैं ये रिश्ते हैं ये हमारे लिए उपयोगी है उदाहरण के लिए यदि आपके पास पाँच सेब और चार सेब हैं तो वे मिलकर नौ सेब बनाते हैं सही और अगर मेरे पास है हम कहें तो सौ रुपये है अगर कोई पच्चीस रुपये उधार लेता है मेरे पास पचहत्तर रुपए बचे हैं यह घटाव होगा और इसी तरह यह रिश्ते उपयोगी हो सकता है लेकिन साइन क्या है शायद आपने छठे मानक में साइन सीखा हो सातवें आठवें मानकों या नौवें मानक हो सकते हैं और लॉग क्या है जो फिर से कुछ समय हाई स्कूल में सीखा हो जब आप इस बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप अपने नंबर के आराम के स्तर पर थोड़ा संदेह करना शुरू कर देते हैं ठीक है हम इस तरह से पहले कैसे दिखते थे ठीक है साइन लॉग शायद नौवें मानक इनको अकेला छोड़ दो त्रुटि फ़ंक्शन क्या है वह भी गणित है क्या है Bessel का कार्य यह भी गणित है इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया है ठीक है और जब आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम सीखते हैं कि हमने कैसे सीखा अंकगणित तो हमें कुछ पता चलता है आप जानते हैं जो भी हम इतना सहज महसूस करते हैं के आप जानते हैं संख्याओं पर कार्रवाई का एक सेट प्रदर्शन और संख्याओं के बीच रिश्ते को जानना और इसके साथ हम इतने सहज हो गए उन नंबरों के साथ एक ही चीज़ बार बार करने के कारण और कुछ नहीं ठीक है लेकिन जब आप पहली बार उनके सामने आते हैं त्रुटि फंक्शन बेसेल का फंक्शन वगैरह और इसके बाद आपको उन्हें जानने या याद रखने की आवश्यकता है वे क्या हैं उसी तरह जैसे आपको लोगों के नाम जानने या याद रखने की आवश्यकता है ठीक है कोई अंतर नहीं है लेकिन जब से आप उन्हें कई बार उजागर होते हैं तो वे आपका हिस्सा बन जाते हैं ठीक है बस इतना ही और कुछ नहीं है गणित में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आप जानना चाहेंगे कि एक त्रुटि फ़ंक्शन क्या है यह है यह ठीक है और मैं आपको दिखाता हूं कि बेसेल का कार्य क्या है यह यह है तो आप बेसेल के कार्यों के विवरण देख सकते हैं बेसेल के कई प्रकार के कार्य है वे इंजीनियरिंग के कुछ पहलुओं में बहुत उपयोगी हैं जैविक इंजीनियरिंग सहित और इसलिए जानने और याद रखना और याद रखना अलग नहीं है जिस तरह से जीव विज्ञान स्कूलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है ठीक है और अंकगणित जब आपने शुरू किया था तब था इस तरह से किया यह सिर्फ इतना है कि आपने ऐसा किया है बार बार इतनी बार कि आप के लिए ये बहुत आरामदायक हो जाते हैं और इसलिए गणित सीखने के संदर्भ में कोई आधार नहीं है यहाँ भौतिकी यहाँ जो लोग सामान्य रूप से करते हैं हमारे छात्र और फिर यहाँ रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान हम्म सही ऐसा करने का कोई आधार नहीं है तथा जीव विज्ञान जैविक इंजीनियरिंग दोनों में बहुत सारा गणित हैं जैसे कि अब बहुत सारा परिमाणीकरण आ गया है बहुत अधिक गणित है और यदि आपको गणित पसंद है तो और आप एक शुद्ध गणितज्ञ हैं तो भी जीव विज्ञान में बहुत योगदान करने में सक्षम हैं मुझे अब भौतिकी में जाने दो हमने भौतिकी कैसे सीखे कई अवलोकन है सेब गिरने एक निश्चित गति से चलती हुई वस्तु आवेशित कणों और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का व्यवहार इत्यादि क्या ऐसे नियम हैं जो ऊपर शासन करते हैं यही भौतिकी है क्या नियम सार्वभौमिक हैं ज्यादातर हाँ ठीक है कुछ और है अपवाद लेकिन ज्यादातर हाँ लेकिन जीव विज्ञान में नियम अभी तक सार्वभौमिक नहीं हैं ठीक है हम जल्दी से अपवाद पाएंगे जानकारी अत्यधिक अपूर्ण है समझ अल्पविकसित है और चूंकि यह एक नया विज्ञान है इसलिए बहुत सी जानकारी है जिस पर भरोसा करने की आवश्यकता है यह बदल रहा है जैसे हम बोलते हैं वे सब हो जाएगा जानकारी अच्छी तरह से समझ पैकेट में डाल दिया जाएगा और तो फिर उन्हें हेरफेर करना बहुत आसान हो जाता है है ना तो आपको यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कब आप जीव विज्ञान देख रहे हैं तो हमने सोचा कि हम क्या करेंगे जीव विज्ञान के कुछ पहलुओं को उठाएगा जिसकी आवश्यकता होगी बुनियादी जानकारी के रूप में जानते हैं कि जीवन कैसे बना जीवन कैसे विकसित हुआ वे बहुत दिलचस्प हैं ऐसे पहलू जो आजकल हम काम कर रहे हैं उनमें से कुछ के लिए प्रासंगिकता हो सकती है और जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों मूल बायोमोलेक्यूल्स वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं कुछ हद तक हो सकता है कुछ आनुवंशिकी जो हैं जो रोगों की भविष्यवाणी करने में सहायक है और डीएनए के कुछ पहलू आरएनए और इसी तरह आगे ठीक है हम इसे दस घंटे के मॉड्यूल के लिए देंगे और यह आपको जीव विज्ञान के कुछ स्तर से लैस करेगा जिसके साथ आप आगे सीख सकते हैं आसानी के साथ और आसानी के साथ आवेदन करना शुरू करें आशा है कि आप मधुलिका और मेरे साथ पाठ्यक्रम का आनंद लेंगे हम यहाँ अपने व्याख्यान को वैकल्पिक रूप से देंगे और जल्द ही आपको देखेंगे